इंजीनियरिंग अभ्यास में नैतिकता के सत्र में आपका स्वागत है आज हम नैतिक तर्क और इंजीनियरिंग नैतिकता के बारे में चर्चा करेंगे मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी हम एक पेशे के रूप में इंजीनियरिंग के बारे में स्वयं के विचार बनाम सार्वजनिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग में नैतिकता क्यों जरुरी है पेशेवर बनाम व्यक्तिगत नैतिकता इंजीनियरिंग नैतिकता क्या है इंजीनियरों के लिए नैतिक मुद्दों की स्थिति आचार विचार नैतिकता और कानून के बीच का अंतर विचार बनाम निर्णय राय और निर्णय हमारे नैतिक सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे हमें किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए और इंजीनियरिंग नैतिकता पर एबरडीन 3 के मामले पर चर्चा भी करेंगे यह उस मॉडल का संपूर्ण कवरेज है जिस पर हम आने वाले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम एक पेशे के रूप में इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम हर्बर्ट हूवर के बारे में जानते ही हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के पेशे का महत्व समझाया जहां उन्होंने अन्य व्यवसाय के पुरुषों की तुलना में इंजीनियरों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बताई है कि उनका काम बाहर खुले में है जहां सभी उनका काम देख सकें उनके द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम एक कठिन काम होता हैं वे डॉक्टरों की तरह अपनी गलतियों को कब्र में दफन नहीं कर सकते वे बेवजह बिना तथ्यों के बहस भी नहीं कर सकते या वकीलों की तरह जज को दोषी भी नहीं ठहरा सकते वह राजनेताओं को पसंद नहीं कर सकता है अपने विरोधियों को दोष देकर अपनी कमियों को छुपा नहीं सकता है और आशा करे कि लोग भूल जाएंगे इंजीनियर यह बोलकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि यह काम मैंने नहीं किया है अन्यथा वह हमेशा के लिए अपराधी बन जाता है इसलिए अन्य व्यवसायों के महत्व को कम किए बिना हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जहां परिणाम एक महत्वपूर्ण और मूर्त उत्पाद है जिसे हर कोई देखता है उपयोग करता है और उसके बाद यह समाज में लोगों का जीवन प्रभावित करने लगता है अंत में यही कहना है कि किसी भी उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाले अच्छे या बुरे परिणामों की जिम्मेदारी को उठाना भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे यह बोलकर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि यह हमने नहीं किया है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उद्धरण यह है कि इंजीनियर किसी भी गलती से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता अब हम पेशे के रूप में इंजीनियरिंग की चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं पहला यह कि इंजीनियर खुद को कैसे देखते हैं और दूसरा यह कि जनता उन्हें किस तरह से देखती है अब हम देखते है कि इंजीनियर खुद को कैसे देखते हैं वे समस्याओं को देखकर स्वयं ही समस्या हल करते लगते हैं और खुद को समस्या निवारक समझते हैं इंजीनियरिंग एक सुखद अहसास है सार्वजनिक सेवा करने वाले लोगों के लिए इंजीनियरिंग लाभकारी है सभी व्यवसायों की तुलना में इंजीनियरिंग सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसके अलावा इंजीनियरिंग एक सम्मानजनक पेशा भी है जनता इंजीनियरिंग को कैसे देखती हैं हम देख सकते हैं कि इंजीनियरों की भूमिका उनकी उपयोगिता पर है जहां पर उनके कार्य का "लागत लाभ विश्लेषण" होता है इंजीनियरों के रूप में वे जीवन के प्रति तथा सुरक्षा स्वास्थ्य या बड़े पैमाने पर जनता के मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वे यह नहीं कह सकते हैं कि समाधान संभव नहीं है उन्हें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि उनके पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए क्योंकि उन्हें समस्या निवारक समझा जाता है और तीसरा जो हम यहां देखते हैं वह है कि उन्हें अनुप्रयुक्त भौतिक वैज्ञानिकों की तरह समझा जाता है क्योंकि उन्हें "डिजाइन और क्रियाविधी" पता लगाने की आवश्यकता होती है उनका दृष्टिकोण समाजवादी होता है इंजीनियर समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उचित प्रयोग करता हैं इंजीनियर को किसी भी समस्या के समाधान के लिए तर्कसंगत तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना होता है लेकिन इन्ही सब तकनीकी कारणों की वजह से वे जनता से अलग थलग पड़ जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि आम जनता तकनीकी मुद्दों की गहराई नहीं समझ पाती है लेकिन इंजीनियरों के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भरा कार्य होता है कि वे उस तकनीक को उपयोगी बनाए और जो बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए प्रयुक्त हो यही वे दो दृष्टिकोण हैं जो इंजीनियरों के खुद के बारे में और आम जनता के इंजीनियरों के बारे में राय के बारे में बताते है अब हम इंजीनियरिंग में नैतिकता की चर्चा करने जा रहे हैं इसके लिए हम चर्चा करेंगे पेशेवर इंजीनियरों की राष्ट्रीय संस्था "एन एस पी ई" के रूप में कार्य करता है इसलिए हम इंजीनियरों के लिए एनएसपीई द्वारा बनाई गई आचार संहिता की चर्चा करेंगे जो यह बताती हैं कि इंजीनियर्स का प्राथमिक दायित्व जनता के स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा और कल्याण करना है और वह इसी के लिए पहचाना भी जाता है यदि किन्ही परिस्थितियों में पेशेवर निर्णय को खारिज कर दिया जाता है जिससे जनता के स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा या कल्याण खतरे में पड़ सकता है तो उन्हें अपने नियोक्ता या ग्राहक या ऐसे किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में सूचित करना चाहिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है चूँकि यह एक उच्च कोटि का पेशा है इसीलिए वे हमेशा आचार संहिता के तहत ही कार्य करते है अब चूँकि यह एक महत्वपूर्ण पेशा है तो जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण और समृद्धि के लिए उन्हें पेशेवर निर्णय भी लेने पड़ते है यदि किसी कारणवश ऐसे मुद्दों को खारिज कर दिया जाता है तो फिर उन्हें तुरंत उपयुक्त निकायों को इसकी रिपोर्ट करना जरुरी होता है जो इन समस्याओ को सुन कर तुरंत इसके लिए उपचारात्मक उपाय कर सकें और यह बातें हमें संकेत देती है कि आवश्यक पड़ने पर ध्यानाकर्षण के लिए इंजीनियरों के क्या अधिकार हैं जिसकी चर्चा हम बाद के व्याख्यानों में करेंगे अब आगे हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं जैसे प्रौद्योगिकी सामाजिक विज्ञान और व्यवसाय का मिश्रण ही इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग लोगों द्वारा और लोगों के लिए की जाती है इंजीनियरों के फैसलों का उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जैसे वे प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं वे प्रौद्योगिकी में क्या उन्नयन करते हैं जो बड़े पैमाने पर समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है क्या यह कुछ ही उत्पादों और सेवाओं को वितरित कर रहा है जहां समाज की कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए समाज द्वारा मांग की जाती है और वे मांग किस तरह की हैं यह कैसे किसी संस्था के व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है जिसमें शायद वे कार्यरत भी हो सकते हैं इंजीनियरों के निर्णयों का प्रभाव सभी तीनों क्षेत्रों में पड़ता है इंजीनियर के काम की सार्वजनिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि नैतिकता हमेशा एक अहम् भूमिका निभाती है क्योंकि इसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं और जब बड़े पैमाने पर समाज के लोग शामिल हो तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनके उत्पादन का अंतिम लाभार्थी बड़े पैमाने पर आम जनता ही होती हैं इस प्रकार इंजीनियरों के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रभावित होने वाले समूहों का हित अपने स्वयं के हितों से ऊपर हो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे अगले अध्याय में हम "हितों के टकराव" जो कि इंजीनियरिंग के पेशे में भी हो सकता है और इसके उपचारात्मक उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे इसलिए हमें चिंतामुक्त होने के लिए जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य संपत्ति और कल्याण की प्राथमिक जिम्मेदारी आपको देनी होगी और इन सब चीजों की रक्षा करना इंजीनियरों की जिम्मेदारी है यह जिम्मेदारी जनता के लिए इन चारों स्तंभों की रक्षा करना व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर होना चाहिए अगर किसी परिस्थिति में हितों का कुछ टकराव होता भी है तो इसे कैसे हल किया जाए इसकी चर्चा हम आगामी मॉड्यूल में करेंगे अब यहां हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक नैतिकता क्या है अब चूँकि इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जहाँ पर व्यक्तिगत नैतिकता भी समाहित होती है और हम इसके सम्बन्ध में नैतिक नैतिकता की चर्चा कर रहे हैं व्यक्तिगत नैतिकता और पेशेवर या व्यावसायिक नैतिकता के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण है हालांकि हमेशा दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमारेखा नहीं होती है क्योंकि अंतिम निर्णय एक व्यक्ति द्वारा ही लिया जाता है और यह उस व्यक्ति का गुण होता है जो उसे विश्वव्यापी निर्णय लेने कि क्षमता प्रदान करता और उसे किसी व्यावसायिक समस्या के बारे में भी निर्णय लेने के योग्य बनाता है व्यक्तिगत नैतिकता इस बात से संबंधित है कि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इनमें से कई सिद्धांत व्यापार और इंजीनियरिंग में होने वाली नैतिक स्थितियों पर भी लागू होते हैं हालांकि पेशेवर नैतिकता में संस्थागत स्तर पर अक्सर विकल्प भी उपलब्ध होते हैं क्योंकि इसमें दो निगमों के बीच एक निगम और सरकार के बीच और निगम और व्यक्तियों के समूहों के बीच का संबंध भी शामिल हो जाता हैं जबकि व्यक्तिगत स्तर पर कई समस्याएं अलग अलग प्रतीत होती हैं इसलिए पेशेवर नैतिकता कई प्रकार के लोगों का एक मिश्रण है जिसमे बहुत सारे हितधारक शामिल होते हैं किसी भी निगम के हित में बड़े पैमाने पर जनता के हित शामिल होते है सरकार का हित निगम का हित और व्यक्तियों के समूह का हित और शायद स्वार्थवश ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं और शायद इसीलिए कभी कभी हितों का टकराव भी होता रहता है इसके अलावा यह व्यक्तिगत नैतिकता और स्वयं के गुण के बारे में भी बताता है जो हमें इस बात का उत्तर खोजने में भी मदद करता है कि पेशेवर नैतिकता की समस्याओं का संतुलित समाधान कैसे करें तो इंजीनियरिंग नैतिकता क्या है मार्टिन के अनुसार इंजीनियरिंग नैतिकता का संबंध नैतिक मुद्दों और इंजीनियरिंग में शामिल व्यक्तियों और संगठनों से जुड़े फैसलों के अध्ययन से है तथा तकनीकी गतिविधि में शामिल नैतिक आचरण चरित्र नीतियों और लोगों और निगमों के संबंधों के बारे में संबंधित प्रश्नों का अध्ययन से है यहाँ पर दो बातें हैं उन नैतिक मुद्दों और निर्णयों का अध्ययन जिनका सामना व्यक्ति और संगठन करते है जो यहाँ व्यक्तिगत नैतिकता और पेशेवर नैतिकता का मिश्रण तथा नैतिक आचरण और चरित्र नीतियों के बारे में संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हो सकते है यदि किसी संगठन या पेशेवर निकाय द्वारा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करें तो वह इंजीनियरों को किसी निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा इंजीनियरिंग नैतिकता का अध्ययन करते समय ये सभी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं यह तकनीकी गतिविधि में शामिल लोगों और निगमों के नैतिक आचरण चरित्र नीतियों और संबंधों के बारे में अध्ययन होता है इसीलिए फिर से पेशेवर नैतिकता शायद बड़े पैमाने पर जनता सरकार और निगमों के बीच परस्पर सहयोग व्यक्तियों के समूहों में परस्पर सहयोग व्यक्तियों के बीच परस्पर सहयोग होता है मतलब यहाँ हमेशा दो पक्ष होते है और उसमें उनके पारस्परिक हित भी शामिल हो सकते हैं यहाँ कभी कभी एक दूसरे के हितों में टकराव भी हो सकता है और शामिल होने की दुविधा भी हो सकती हैं क्योंकि इसमें हाँ या नहीं प्रकार के उत्तर नहीं हो सकते है यहाँ एक निश्चित ग्रे क्षेत्र होना चाहिए यहाँ हम मुख्य रूप से नैतिक मुद्दों की स्थितियों पर चर्चा कर रहे थे इसलिए यहां हम उन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे इंजीनियरिंग नैतिकता इस सवाल से संबंधित है कि इंजीनियरिंग नैतिकता में मानक क्या होने चाहिए और इन मानकों को विशेष परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें यह दुविधा उत्पन्न हो सकती है अवधारणा डिजाइन परीक्षण निर्माण बिक्री और सेवा फिर पर्यवेक्षण और प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट टाइमलाइन और बजट उत्पादों के मामले में टीम के सदस्यों की अपेक्षाएँ राय और निर्णय चाहे वह कम उपयोगी या असुरक्षित हो अप्रचलन घटिया सामग्री या घटकों के द्वारा डिज़ाइन किया गया जो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है वहां नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न दलों के हितों का टकराव अवश्य ही होगा अन्य क्षेत्र जहां नैतिकता महत्वपूर्ण और नाजुक होती हैं बेशक वे है चिकित्सा नैतिकता कानूनी नैतिकता व्यावसायिक नैतिकता वैज्ञानिक नैतिकता और इसके साथ हम ये भी देखते है कि इंजीनियरिंग नैतिकता सामग्री की खरीद से लेकर अंतिम वितरण तक और बिक्री के बाद भी हर कदम पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अंतिम लाभार्थी बड़े पैमाने पर समाज ही है और जनता की संपत्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी इंजीनियरों की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं तो वैचारिक डिजाइन में संभावित इंजीनियरिंग कार्य और आने वाली संभावित समस्याएं शामिल होती हैं उस चरण में यदि लोग नई अवधारणाओं के लिए पेटेंट या ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन करते है तो उत्पाद अवैध होता है लक्ष्य प्रदर्शन विनिर्देश डिज़ाइनर विशेषज्ञता के क्षेत्र पर निर्भर करती है विस्तृत विश्लेषण हैंडबुक डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम का अनियंत्रित उपयोग अज्ञात तरीकों पर आधारित और सबसे अनुकूल परिस्थितियों में प्रोटोटाइप का "सिमुलेशन प्रोटोटाइप परीक्षण" पूरा नहीं होता है निर्माण के दौरान समायोजन के लिए और असावधानी पूर्वक की गई डिजाइन परिवर्तन के लिए दिए गए डिजाईन विनिर्देशों का बहुत कठिन होना मुख्य कारण है कार्य निर्धारण के लिए अप्रत्याशित घटनाओं की गणना किये बिना अवास्तविक पूर्णता तिथि देना किसी खास विक्रेता से रिश्वत लेकर खरीददारी करते समय विशेष विवरण उसके उत्पाद के अनुसार लिखना अपर्याप्त परीक्षण टुकड़ों में निर्माणकार्य सामग्री और कारीगरी की परिवर्तनीय गुणवत्ता फर्जी सामग्री जिसमे घटकों का पता नहीं लगता हैं असेंबली निर्माण कार्यस्थल सुरक्षा श्रमिकों पर दोहराए जाने वाले मोशन स्ट्रेस की अवहेलना जहरीले कचरे का खराब नियंत्रण गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण स्वतंत्र ना होकर प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा नियंत्रित होना अतः परीक्षणों के परिणाम में हेरफेर करना गलत तरीके से विज्ञापन और बिक्री झूठे विज्ञापन उपलब्धता गुणवत्ता उत्पाद ग्राहक की जरूरतों या साधनों से परे इंस्टॉलेशन प्रशिक्षण उत्पाद बहुत बड़ा होना और प्रशिक्षण का उपठेका देना जिसका निरीक्षण अपर्याप्त होता है सुरक्षा उपायों और उपकरणों पर निर्भरता और अत्यधिक जटिल असफलता की आशंका वाले उपकरण तथा एक साधारण सुरक्षा निकास की कमी अनुपयुक्त उपयोग या अवैध अनुप्रयोगों के लिए ओवरलोड संचालन मैनुअल तैयार नहीं होना टुकड़ों में रखरखाव का कार्य पुर्जों की अपर्याप्त आपूर्ति दोषपूर्ण उत्पाद को वापस भेजने में संकोच हम पाते हैं कि ये सभी इंजीनियरिंग कार्य हैं और यदि आप वैचारिक डिजाइन की शुरुआत से कार्य की पूरी सूची देखें तो इसमें लक्ष्य प्रारंभिक विश्लेषण विस्तृत विश्लेषण सिमुलेशन और प्रोटोटाइप डिजाइन विनिर्देश कार्य का निर्धारण खरीददारी पार्ट्स का निर्माण असेम्बली निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण या परीक्षण विज्ञापन शिपिंग सुरक्षा उपायों और उपकरणों का उपयोग पार्ट्स के रखरखाव और कार्य के प्रत्येक चरण में मरम्मत आदि सभी इंजीनियरिंग कार्य में शामिल है इन सभी में नैतिक मुद्दे और दुविधाएं आ सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियाँ शामिल है एक इंजीनियर को अपने विवेक के आधार पर पेशेवर निर्णय लेना होता है जो कि अंततः बड़े पैमाने पर जनता की बचाव और सुरक्षा के हित में होते है ऐसा क्यों है कि इसे समझने के लिए हम इसे बार -बार दोहरा रहे हैं क्योंकि इंजीनियरों के नैतिक निर्णय का सुरक्षा और उपयोगिता के संदर्भ में उत्पादों और सेवाओं पर बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है कंपनी जनता और समाज जो कि इसके शेयरधारक हैं वे जनता और पर्यावरण को लाभ पहुंचाते है जनता इसे किस दृष्टिकोण से देखती है कानून कैसे पेशे और उद्योगिक व्यक्ति को प्रभावित करता है जैसे नौकरी और किसी व्यक्ति का आंतरिक नैतिक संघर्ष निश्चित रूप से इंजीनियरों द्वारा की गई गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है इसलिए हम यहां एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसमे थेरैक 25 एक्स रे मशीन द्वारा एक घातक उपचार किया गया थेरैक 25 एक विकिरण चिकित्सा मशीन है जिसके कारण जून 1985 और जनवरी 87 के बीच उत्तरी अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में कई रोगी मारे गए या घायल हो गए जब थेरैक 25 का संचालन करने वाले तकनीशियन ने निर्देश दर्ज करने में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि की और डिलीट बटन का उपयोग करके इस गलती को ठीक करने का प्रयास किया मशीन पर फ़िल्टर अपनी स्थिति से बाहर हो गया इसका परिणाम यह हुआ कि विकिरण उपचार से गुजरने वाले रोगियों के शरीर में ज्यादा मात्रा में एक्स रे विकिरण प्रवेश किया परिणामस्वरूप कई रोगी घायल हो गए या मारे गए इसके पहले कि यह पता चलता कि मशीन खतरनाक रूप से खराब थी थेरैक 25 मशीन को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और परीक्षण भी पूरी तरह से नहीं किया गया था यह एक जटिल कहानी है जो कई छोटी और बड़ी गलतियाँ उजागर करती है विशेष रूप से हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर के लिंकिंग का डिज़ाइन और परीक्षण पूरी तरह से अपर्याप्त थे प्रतिस्पर्धी मशीनों में एक उच्च स्तरीय कवच होता है जो उच्च स्तर की शक्ति के साथ संलग्न होता है इसके अलावा सुरक्षा समस्याओं के सबूतों के सामने प्रबंधन के फैसले लापरवाहीपूर्ण अदूरदर्शी एवं भिन्न दृष्टिकोण के थे परमाणु ऊर्जा निर्माता कंपनी कनाडा लिमिटेड को कई समस्याएं थीं और बाद में वो दिवालिया हो गई यह एक अच्छा मामला है जहां हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल थीं इसलिए हमने पहले तकनीक की बात की थी यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं तो यहां पर सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि ऎसी परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है वास्तव में हमें जो दोषी दिखता हैं वह अकेला रोगियों के प्रति इस प्रकार की घटनाओं के लिए पूरे जिम्मेदार नहीं हो सकता है हमें जो दिखता हैं कि वह तकनीशियन जो इसे संचालित कर रहा है उसकी एक विशेष त्रुटि से ऐसा हो सकता है इसलिए हम यह नहीं बता रहे हैं कि यह व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं है लेकिन अगर हम बात करें कि कौन प्रमुख रूप से जिम्मेदार है यदि आप जानना चाहते हैं और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि यह मशीन का डिज़ाइन ही दोषपूर्ण थी क्या इसका सही तरीके से परीक्षण किया गया है क्या यह ठीक से डिजाइन की गई थी और क्या इस मशीन के उचित उपयोग या दुरुपयोग के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचा गया था और क्या इस प्रकार के हादसों में गिरफ्तारी के लिए कोई सक्रिय कदम उठाए गए थे और क्या इस प्रकार के मामलों में खास ध्यान केंद्रित किया गया था क्या यह कंपनी की एक छोटी सी अदूरदर्शिता थी कि इस उत्पाद के दुरुपयोग या आकस्मिक उपयोग से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में नहीं सोचा और उत्पाद में इस प्रकार की खामी डिजाइनिंग स्टेज पर ही क्यों नहीं पकड़ी गई जिससे बड़े पैमाने पर हुई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था चाहे इस बारे में सोचा गया था या बहुत कम परीक्षण किया गया डिजाइन था इसमें निर्माता की ओर से लापरवाही हुई है जब हम इस प्रकार के मामलों पर चर्चा कर रहे हों तब इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए अब तक हम हम इन तीन शब्दों आचार विचार नैतिकता और कानून पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार उपयोग मे आते हैं और यहां हमें इन तीनों शब्दों के बीच अंतर पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम नैतिकता की बात करते हैं हम सही और गलत के सिद्धांतों की बात करते हैं जब हम आचार विचार की बात करते हैं तो यह नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है और जब हम कानून की बात करते हैं तो यह औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त और लागू की गई कंपनी की नीतियों का एक बाध्यकारी कोड है इसलिए यदि आप इस तस्वीर को देखते हैं तब हमें लगता है कि यह एक कानूनी ढांचा है यह एक नैतिक ढांचा है और यह एक अवैध ढांचा है जैसे यदि आप देखते हैं कि ये हिस्सा अनैतिक है लेकिन कानून इसका समर्थन कर सकता है लेकिन आपका विवेक इसका समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसमें यह सवाल उठता है कि क्या यह इसमें शामिल हितधारकों के दृष्टिकोण से सही है या गलत है यह नैतिक हो सकता है लेकिन कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकता है यह अभी तक कानून में तब्दील नहीं हुआ है लेकिन यह नैतिक है और इसके बाहर का पूरा क्षेत्र अनैतिक अब हम अपनी इस चर्चा को एक नए शब्द के साथ आगे जारी रखते है क्योंकि हम इन शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं कि निर्णय क्या है और राय क्या है तो एक ऐसी राय जो कई कारणों के द्वारा समर्थित हो एक तर्कपूर्ण निर्णय कहलाता है यह एक ऐसी राय जो किसी व्यक्ति को ऐसे मामलों का न्याय करने के लिए विशेष प्रशिक्षण या अनुभव के साथ दी जाती है यह एक विशेषज्ञ या शायद पेशेवर राय भी हो सकती है जबकि ऐसी राय जो न तो किसी कारण से समर्थित हो और न ही एक योग्य न्यायाधीश द्वारा दी गई हो केवल एक राय ही कहलाती है जब हम इंजीनियरों के पेशेवर निर्णय की बात कर रहे होते हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे यह एक निर्णय है यह एक तर्कपूर्ण समाधान है यह एक तर्कपूर्ण राय है जो उस व्यक्ति द्वारा दी गई है जो इस तरह के मामलों में न्याय करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया हुआ हो तथा अपनी ज्ञान क्षमता और अनुभव का उपयोग कर रहा है एक पेशे के रूप में इंजीनियरिंग आपको सिखाती है कि आप इस निर्णय को देने के लिए तैयार हैं और जब आप नैतिक मुद्दों की बात कर रहे होते हैं तब ये निर्णय एक निर्णय लेने वाले प्लेटफ़ॉर्म की तरह व्यापक हो जाते हैं जिसमे आपको सोचना पड़ता है कि क्या यह सही है या गलत है क्योंकि इसमें विभिन्न हितधारकों के संबंध में निर्णय शामिल होते हैं जिस प्राथमिक हितधारक के लिए हम जिम्मेदार होते हैं वह बड़े पैमाने पर जनता ही होती है जो पेशेवर निर्णय हम लेते है वह सामने दिख रहीं परिस्थितियों के अनुसार होते हैं और वे निर्णय बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण सुरक्षा स्वास्थ्य और समृद्धि के सर्वोत्तम हित में होते है अब हम नैतिक सिद्धांतों पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे जो कि एक मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि जब आप व्यावसायिक निर्णय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कुछ स्थितियों के बारे में पेशेवर निर्णय के आधार पर एक नैतिक निर्णय लेना होता है जिसे हमने पहले ही डिजाइन के अवधारणा से शुरू करते समय देखा था प्रारंभिक परीक्षण और फिर अंतिम परीक्षण और फिर वितरण और फिर शायद इन सभी चरणों में उपयोग और मरम्मत अलग अलग स्थितियों में शामिल हो सकते हैं जहां नैतिक दुविधा के कारण टकराव कि स्थिति हो सकती है फिर इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं क्या कोई ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं जो हमें एक उचित नैतिक निर्णय लेने में हमारी मदद करेंगे जो हमारे विचार को एक उचित नैतिक निर्णय लेने के लिए रास्ता दिखाएँ इन्हें नैतिक सिद्धांत कहा जाता है जिनका उपयोग नैतिक निर्णय लेने में किया जाता है जिसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करने जा रहे हैं Thank you धन्यवाद